सुप्रभात आज के लेक्चर में हम मैग्जी मैली डेसिमेटर फिल्टर बैंक के अनेक क्षेत्रों की व्याख्या करने जा रहे हैं हम वह विशेष स्थिति देखेंगे जहां M 2 चैनल है और इसके लिए पर्याप्त काम करने की आवश्यकता है ताकि हम फिल्टर कैसे व्यवहार करते हैं उन्हें कैसे डिजाइन करते हैं और पूरी प्रणाली मिलकर किस प्रकार कार्य करती है इसका गणितीय विश्लेषण समझें किंतु इससे पूर्व कल के लेक्चर से संबंधित कुछ प्रश्न है अतः मैंने सोचा कि उन संदेह का समाधान कर दूं ताकि अन्य छात्रों को भी परेशानी ना हो एक त्वरित सारांश यह है कि जब भी हम डीएफटी या आईडीएसटी करते हैं तो हम इसे एक रूपांतरण के रूप में देखते हैं लेकिन यह एक गणितीय दृष्टि है या एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का दृष्टिकोण है लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग signal processing की दृष्टि से हम इसे एक फिल्टर बैंक ऑपरेशन मानते हैं मूलतः हमारे पास फिल्टर के बैंक्स है जो अपनी सेंटर फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में एक समान रूप से शिफ्ट हो गया है और यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण तत्व है कि जब कभी हम स्पेक्ट्रेल अनालिसिस करते हैं DFT का उपयोग करते हैं यहां 2 बिंदुओं को ध्यान में रखना सदैव मूल्यवान होगा पहला है कि स्पेक्ट्रेल लीकेज निहित होती है अतः यह कुछ भ्रामक व्याख्या कर सकता है और वापस आपके फिल्टर में जाते हुऐ जिसमें की पास बैंड नहीं है बल्कि इसमें रिपल्स जैसा कुछ है अतः आप कुछ गलत निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं इसको सुधारने के लिए हम विंडोइंग का उपयोग करते हैं अतः बिना विंडोइंग के DFT का उपयोग करना एक अच्छा विचार नहीं है दूसरी बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि FFT की लंबाई की संख्या आपके स्पेक्ट्रेल रेजोल्यूशन को निर्धारित करती है और यह डीएफटी के साइज पर निर्भर है अतः यदि आप इस स्पेक्ट्रेल रिवॉल्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डीएफटी के साइज में वृद्धि करनी होगी यह तथ्य डीएफटी ऑपरेशन में सहायक होता है लेकिन एक अंतर्निहित फ़िल्टर बैंक फ़ंक्शन है जो वास्तव में किया जा रहा है और यह हमेशा इस तथ्य को जोड़ना अच्छा है कि स्पेक्ट्रल लीकेज क्यों होता है मैं कैसे अधिक स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन प्राप्त करता हूं वे तत्व हैं जो आप फ़िल्टर बैंक अवधारणा से प्राप्त कर सकते हैं अब यदि मुझे N का साइज बड़ा ना पड़े तो यह फिल्टर बैंक को क्या करेगा डीएफटी का आकार बढ़ जाएगा फिल्टर्स की संख्या स्वयं को संकीर्ण कर लेगी इस प्रकार स्पेक्ट्रेल रेजोल्यूशन उच्च हो जाएगा एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमें मस्तिष्क में रखना चाहिए कि जब हम एक आधार डीएफटी करते हैं तो हम डेटा का एक खंड लेते हैं और हम उसे प्रोसेस करते हैं जिसमें एक रैक्टेंगुलर विंडो का होना अंतर्निहित है यह एक सीमित लंबाई डेटा था या यह एक अनंत लंबाई डेटा infinite length data था तथ्य यह है कि आपने लंबाई N के एक सेगमेंट को प्रभावी रूप से से लिया है इसका मतलब है कि यह डिफ़ॉल्ट है हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब आप कोई डीएफटी ऑपरेशन करते हैं मूलतः ऑर्थोंगोनल रूपांतरण है लेकिन फिल्टरिंग की दृष्टि से आप इसे विंडोइंग कर चुके हैं क्या होगा यदि आप दूसरी विंडो का उपयोग करें स्पेक्ट्रेल लीकेज की दृष्टि से आप कुछ बेहतर पाएंगे लेकिन इन स्थितियों में स्पेक्ट्रेल रेजोल्यूशन विंडो की लंबाई और DFT की लंबाई पर भी निर्भर होगा मूलतः हम लंबाई N के विषय में बात कर रहे हैं उल्लेखित फिल्टर की लंबाई N है यह एक रैक्टेंगुलर रिपल्स रिस्पांस या एक शेप्ड इम्पल्स रिस्पांस हो सकता है पर इसकी लंबाई N है फिल्टर बैंक कहां से आता है दूसरी ओर यह एक विशेष केस है यदि आप फिल्टर की लंबाई DFT के समान कर दें तो यह N हो जाएगा अतः फिल्टर बैंक आपको लंबाई के संबंध में यह आर्बिट्रेरी लेने देता है जो N से अधिक भी हो सकता है इसलिए फिल्टर बैंक लीकेज को कम कर सकता है और बेहतर रेजोल्यूशन दे सकता है और कुछ अतिरिक्त लाभ भी प्रदान कर सकता है और यह कोई भी फ़िल्टर बैंक है लेकिन फ़िल्टर बैंक का एक विशेष मामला तब होता है जब आपके पास DFT फ़िल्टर बैंक होता है और जिसका प्रत्येक फिल्टर आपने शिफ्टेड वर्जन के अनुरूप डिजाइन किया है ऐसी स्थिति में आप एक डीएफटी फिल्टर बैंक प्राप्त करते हैं और जब हम इसकी तुलना डीएफटी DFT से करते हैं तब फिल्टर बैंक आर्बिट्रेरी सुविधा देने वाला फिल्टर बैंक नहीं होता एक यूनिफार्म फिल्टर बैंक का होना और शिफ्टेड वर्जन का होना आवश्यक है यह DFT के बिल्कुल समकक्ष होना चाहिए यदि आपके पास डीएफटी फिल्टर बैंक है तो इसका अतिरिक्त लाभ यह है कि यदि आप इसे पॉलिफेज कंपोनेंट में विभाजित करते हैं तो आप बहुत प्रभावशाली क्रियान्वयन कर सकते हैं आपके फिल्टर H 0 पॉलिफेज कंपोनेंट को यदि आप लेबल करते हैं तो वह E0 से EM 1 तक होगा E00 EM 1M 1 यह एक आर्बिट्रेरी विंडो है और यदि आप α 0α1αM −1 स्थित लेते हैं तो आप रैक्टेंगुलर विंडो पाएंगे अतः फिल्टर बैंक बहुत सामान्य है आप लंबाई N को सीमित करें तो यह विंडोड डीएफटी होगा यदि आप सभी विंडो कोएफ़िशिएंट्स window coefficientsको एक के बराबर सेट कर दे तो आप सम्मानित DFT प्राप्त करेंगे जब आप इसे ऑपरेशन की एक श्रंखला के रूप में देखते हैं तो आपको एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिसके अनेक लाभ है जिनको मैं यहां रिपीट नहीं करूंगा अन्य कांसेप्ट जिसके बारे में हमने बात की है वह आई एफ आई आर फिल्टर डिजाइन इंटरपोलेटेड एफ आई आर फिल्टर डिजाइन है इसकी सामान्य संरचना H G I है इसका उपयोग अप सैंपलिंग और डाउनसेंपलिंग दोनों के लिए किया जा सकता है दोनों के लिए फिल्टर्स और fir तकनीक आवश्यकता होती है यह लाभदायक होगी यदि उक्त दोनों में से किसी एक के लिए प्रयुक्त की जाए ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वह जगह है जहां आपको शार्प फिल्टर मिलते हैं यह वह है जो शार्पनेसsharpness को उत्पन्न करता है लेकिन इस शार्पनेसsharpness के साथ साथ यह कुछ अवांछित आकृतियां भी उत्पन्न करता है हम इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि जीरो का डालने से स्पेक्ट्रम कंप्रेस होता हैऔर हटाए जाने का ध्यान रखते हैं यह एफ आई आर तकनीक प्राथमिक रूप से तब उपयोग में लाई जाती है जब शार्प ट्रांजीशन sharp transition की आवश्यकता हो और यह निश्चित रूप से लाभदायक होती है यदि हमारे पास सैंपलिंग दर रूपांतरण भी हो अगला बिंदु जिस पर हमने कल कुछ समय व्यतीत किया था वह था ट्रांस मल्टीप्लेक्सर जहां हमने तीन सिगनल्स लिए जो 3 के फैक्टर से अप सैंपल कियाफ़िल्टर किया और एफडीएम सिग्नल का निर्माण किया था कक्षा के बाद कुछ छात्रों ने यह इंगितकिया कि मैंने जो आकृति बनाई थी उसमें एक गलत थी तो मुझे उसको ठीक करने दीजिए जिससे कि आपको कोई भ्रम ना हो तो यह वह स्पेक्ट्रम है जो कल हमने चित्रित किया था 0 से 2 π तक और सामान्यतः है जब हम कोई डिफॉर्मेशन या इन्टरपोलेशन करें यह मस्तिष्क में रखना अच्छा है कि यह −π से π के सामान लगता है और मैं सोचता हूं यही वह बिंदु है जहां गलती हुई यदि आप इसे पहली शाखा के दृष्टिकोण से देखें पहली शाखा सिग्नल की तीन प्रतियां उत्पन्न करती है फिर मैं इस हिस्से को फिल्टर करता हूं - π3 से π3 तो यह हिस्सा - π3 से π3 तक सही है आपको एक कर्व्ड पोरशन और फिर स्ट्रेट पोरशन प्राप्त होता है अब यह आकृति गलत है यदि आप −π से π देखें तो यह आकृति क्या होनी चाहिए थी मुझे इससे भिन्न रंग से बनाने दीजिए −π से π वास्तव में इस तरह प्रतीत हो रहा है अतः जब मैं इसे शिफ्ट करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हुआ होगा होता इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम −2π 3 से π तक और एक और प्रति अतः लाल रेखा सही नहीं है पर्पल रेखा जो सही है और जब आप फिल्टर लागू करेंगे तो यह स्पेक्ट्रम का हिस्सा होगी इसका मतलब यह है रेखा V आकार में दिखनी चाहिए एरो के आकार में नहीं यह स्पेक्ट्रम जो आपके पास होना चाहिए इसी प्रकार आप वापस जाते हैं और तीसरा सिग्नल बनाते हैं आप पाएंगे कि तीसरा सिग्नल इस प्रकार नजर आता है −π से π जब प्रतियां बनाई जाएगी तो पुनः हरि रेखा गलत होगी यहां क्या प्राप्त होना चाहिए था और इसलिए सही स्पेक्ट्रम यहाँ है आपको नोट करना चाहिए कि सही वर्जन हमें आश्वस्त करता है कि इसे प्राप्त करने में हम समर्थ हैं मूलतः मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन में यह प्रतियां होती है लेकिन प्रतियों का आकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है और सुनिश्चित कीजिए आप इन्हें सही तरीके से प्रीसर्व करते हैं हम कहते हैं कि इन्वर्स ऑपरेशन के द्वारा फ्रिकवेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग से टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग को काउंटरपार्टcounterpart के रूप में दर्शाया जा सकता है यहां कई प्रश्न इस संबंध में हो सकते हैं कि वह OFDM और फिल्टर बैंक किस प्रकार संबंधित है और क्या इनमें कुछ गैप था जब इसे कक्षा में प्रस्तुत किया गया था मैं इस बारे में आश्वस्त होना चाहता हूं कि हमने इसे स्पष्ट कर दिया था अतः पहले हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम इससे आश्वस्त है ओएफडीएम एक ट्रांसमीटरहै यदि कोई प्रश्न हो तो उसे पूछने के लिए स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करें सीरियल से पैरेलल कन्वर्शन के बाद आईडीएफटी हैं डायमेंशन पैरेलल रेखाओं के समान है जिसके बाद एक पैरेलल से सीरियल कन्वर्शन है अब पैरेलल से सीरियल कन्वर्शन ऐसा कुछ है जिससे M के फैक्टर से अप सैंपलिंग के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे एक विलंब श्रंखला द्वारा अनुगमन किया जाएगा यह मूलतः पुनर आदेश होगा यदि यह वेक्टर X 0 X1 XM−1 है यह इससे एक सीरियल वेक्टर बना देगा और हमारे सामने प्रस्तुत करेगा अतः आकृति में यह साफ नजर आ रहा है अब मैं बनाना चाहता हूं ताकि हम अपने पास जो दो अन्य कंसेप्ट है उनको लिंक कर सकें एक क्षण के लिए दूसरे आधे को अनदेखा कर दें और पहला भाग देखें जिसमें हमारी रुचि है यह ट्रांस मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन है अब यह एक सेगमेंट है यदि मैं इस ब्लॉक के चारों ओर एक रेखा खींच दूं तो स्पेक्ट्रम की प्रतियां कहां उत्पन्न होगी क्या मैं सही हूं कि यह वही स्पेक्ट्रम की कॉपी है जो हमने चैनल 3 के केस में देखी है और यह वह दूसरा हिस्सा है जहां फिल्टरिंग होती है स्पेक्ट्रम की सही कॉपी इस बात पर निर्भर है कि आपने फिल्टर किस प्रकार डिजाइन किया है हमें एक बैंक्स आफ फिल्टर प्राप्त है जहां हम फिल्टरिंग करते हैं तथा हमें आवश्यक स्पेक्ट्रेल कॉपी को अपने पास रखते हैं और शेष कॉपी को फेंक देते हैं मुझे विश्वास है जो सेटअप हमारे पास है उसमें यह हिस्सा हमारे लिए सुविधाजनक होगा अब यह सोचिए कि ओ एफ डी एम ट्रांसमीटर किस प्रकार का दिखता है मैं कुछ समय यह आश्वस्त होने के लिए खर्च करूंगा कि यह स्पष्ट है अतः एक आईडीएफबी जो अप सेंपलिंग तथा विलंब श्रंखला द्वारा अनु गमित है यदि आप अन्यथा ना लें तो हमें इसे बनाने दीजिए क्योंकि यह हमारे लिए बहुत सहायक होगा उक्त चित्र को अपने मस्तिष्क में रखते हुए हमारी रुचि का हिस्सा एफडीएफडी IDFT से प्राप्त होता है हम उन्हें यह दर्शाना चाहते हैं कि यहां एक समानता है और यह हमारे विचार विमर्श का विषय है और replace by पैरेलल से सीरियल कन्वर्शन है तो यह कहा जा सकता है कि यहां एम M फैक्टर द्वारा अप सेंपलिंग अंतिम शाखा भी एम फैक्टर से अप सैंपल में जाती है और उसके बाद डिले चैन द्वारा उन्हें एक साथ इकट्ठा किया जाता है यहां एक डिले चैन है जो उन्हें एकत्रित करते हैं और सम्मान का क्रम प्राप्त होता है जिसे हमने कल इनवर्स DFT के अंतर्गत पड़ा था फिर इनको सिंबल s S0 सिंबल S1 चिन्हित कर दिया जाता है अतः हम सही टाइमिंग प्राप्त करने में सक्षम है कृपया इन्हें एन के रूप में लेबल करें ताकि टाइम इंडेक्सपर आप n0 वेक्टर प्राप्त कर सकें यह वेक्टर कहां से प्राप्त होते हैं आप इसको सिंबल्स की एक सीक्वेंस समझिए जोकि S0 S1 SM−1 से प्रारंभ होती के आप इसे एक सेगमेंट में स्प्लिट कर चुके हैं और फिर इन्हें QAM में सैंपल कर चुके हैं सामान्य स्थिति में आपको S0 n to SM−1n प्राप्त होता है कुछ इंडेक्सको अनुरूप करता है यदि S n किसी इंडेक्स को अनुरूप करता है तो यह S n M होगा यह पहला वेक्टर होगा दूसरे वेक्टर को हम S0 n1 S1n 1 SM−1n1 रूप में लेबल करेंगे और यह डेटा की कन्टीन्यूस स्ट्रीमcontinuous stream of data होगी यदि आप कोई गलती देखें तो तो उसे फ्लैग कर दें ताकि यह किसी को भी भ्रमित ना करें अतः यह S n M होगी अंततः S n2 M −1 होगी ठीक है मूल रूप से ब्लॉकिंग होता है मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आप नोटेशन के साथ सहज हैं यह सिंबल की एक कन्टीन्यूस स्ट्रीम है लेकिन वे नॉन ओवरलैपिंग वेक्टर में ब्लॉक कर दिए जाते हैं तब हम परिणाम प्राप्त कर लेंगे हमारे विश्लेषण को आसान करने में पहला कदम यह है कि मैं अब सैंपलर्स को डीएफटी ब्लॉक में बाई ओर आने की अनुमति प्रदान करें कारण यह है कि IDFT अंतर मार्ग है और मल्टीप्लेयर और अप सैंपलर बाई और जा सकता है कृपया इसे पुनः बना लें ताकि स्टेप्स की सीक्वेंस में हमें सुविधा रहे पहले स्टेप समानता सिद्ध करने के लिए अप सैंपलर्स मूव करें एम M के फैक्टर से अप सेंपलिंग और इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए जहां तक डाटा का प्रश्न है यह सीक्वेंस S0 n है यह सीक्वेंस S1 n है यह सीक्वेंस SM−1n है इसके बाद आता है आईडीएफटी IDFT जिसके बाद एक विलंबित श्रंखला और ऐडर है हमें 3 स्टेप चाहिए यह पहला स्टेप है बाकी दो बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएंगे यह आउटपुट है अतः मूल तत्व इस हिस्से पर केंद्रित किया जाना चाहिए यह उन अनेक आकृतियों के समान लगते हैं जो हमने बनाई है अतः अप सैंपलर्स का एक सीक्वेंस है जो एक फिल्टर बैंक का अनुगमन करती है अब वह प्रश्न जो अभी तक अनुत्तरित है वह ग्रीन बॉक्स में क्या है एक फिल्टर बैंक जो वही सब कुछ कर रहा है जो फिल्टर हमारे लिए करते हैं मूल प्रश्न यह है इस बिंदु पर सिग्नल क्या होंगे वह होंगे S तो इस बिंदु पर सिग्नल होंगे SM 1 है हम यह जानना चाहते हैं कि यह सिग्नल क्या होंगे यदि मैं इसे s n कहूं तो हम चाहते हैं कि S इस अप सैंपलड सिग्नल्स का एक फिल्टर वर्जन हो अतः यह F0 F1 FM−1 होना चाहिए जब इसे कॉलम वेक्टर से गुणा करेंगे तो आप S0 S1 SM−1 प्राप्त करेंगे यह ट्रांस मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन है जब आपको कोई सिग्नल प्राप्त होता है तो आप इसे अप सैंपलिंग करते हैं जिससे आपको कॉलम वेक्टर प्राप्त होता है और आप उसे समुचित फिल्टर के साथ जोड़ देते हैं हर कोई मूल रूप से इसके साथ सहज है इस ऑपरेशन के बाद आप एक स्केलर प्राप्त करते हैं जो फ्रिकवेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सड सिगनल को प्रस्तुत करता है अब हमारे पास S0 S1 SM−1 है मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या यह दोनों लिंकड है और हमारे लिए यह करना आसान है क्योंकि एक विलंबित श्रंखला के द्वारा समेषन हो जाता है तो उनको इस प्रारूप में पकड़ा जा सके 1 z−1 z−2 z− M−1 जो एक डीएफटी मैट्रिक्स द्वारा अनुगमन की जाती है जिसे मैं W† द्वारा चिन्हित कर लूंगा इस आकृति में क्या है यह step2 है step2 है जब हमने यह दिखाया है एएक विशिष्ट उदाहरण को आजमाना मैं यहां सरल समझ रहा हूं मुझे इसे प्रकट करने दीजिए कि M 4 है इस अवस्था में मैं 1 z−1 z−2 and z−3 कृपया इस मैट्रिक्स को देखिए 1111 1 W−1 W −2 W −3 जबकि W e 2π4 यह वास्तव में किसी को प्रभावित नहीं करती बस एक पूर्णता है 1 W−2 W −4 W−6 1 W−3 W −6 W −9यह W† मैट्रिक्स है पूर्व में तुलना करने पर F0 1 z−1z−2z−3 F1 1−1−2−3 F0 अगला फिल्टर z W द्वारा शिफ्टेड है आप जानेंगे आप क्या प्राप्त करेंगे अन्य शब्दों में OFDM ट्रांसमीटर क्या कर रहा है यह ब्लॉक है जहां आपके पास IDFT के बाद पैरेलल से सीरियल कन्वर्शन हैं जो डीएफटी के बाद पैरेलल से सीरियल कन्वर्शन हैं अप सैंपलर्स को गतिशील किया जा सकता है यदि आप इसे आगे की तरफ गतिशील करते हैं तो आप के पास आईडीएफटी के बाद विलंबित श्रृंखला संयोजन रहेगा उपरोक्त प्रत्येक इनपुट बंधुओं से आउटपुट बिंदु तक ट्रांसफर फंक्शन क्या है यह F0 और मैं इसे F0 के रूप में लेबल करूंगा कि जिस प्रकार ट्रांस मल्टीप्लैक्सर डायग्राम को कर रहा है अप सैम्पलर के बाद आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन F0 है मेरा F0 क्या है हम दर्शा चुके हैं कि यह एक फिल्टर बैंक है जो एक रैक्टेंगुलर विंडो से प्रारंभ होता है और फिर इसका शिफ्टेड वर्जन अतः वास्तव में आप क्या कर रहे हैं तो वह आई एफ डी ड टी ब्लॉक IDFT block के इनपुट में वेक्टर में लागू कर रहे हैं इसका मतलब है कि वेक्टर IDFT द्वारा संचालित होता है इसके पश्चात क विलंब श्रंखला का उपयोग करते हुऐ कॉलम वेक्टर द्वारा एक स्केल से जोड़ा जाता है आप एक स्केलर किस प्रकार प्राप्त करते हैं अतः यदि आप इनपुट में एक और आईडीएफटी मैट्रिक्स के इनपुट को लागू कर रहे हैं मान लें वह S0 S1 S2S3 जब आप डीएफटी DFT करेंगे तो आपको एक कॉलम वेक्टर प्राप्त होगा यदि आप इसे रो वेक्टर से गुणा करें और इन्हें समुचित विलंब के साथ जोड़ें तो वह समान प्रतिनिधि करण के ब्लॉक डायग्राम का क्रियान्वयन है S0 S1 S2S3 इनपुट आईडीएफटी की गणना की जा चुकी है और उसका समेषन एक विलंब श्रंखला द्वारा किया गया है अब हम यह कह रहे हैं कि ऐसा ट्रांसफर फंक्शन क्या है जो इसके द्वारा दर्शाया गया है Z का भ्रम ना हो इसलिए मैं इसे Z लिखता हूं मैं ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूं मूलतः F0 F1 F2 F3 है अन्य शब्दों में यह स्टेप 2 है पहला स्टेप अप सेंपलिंग को गतिशील करना फिर डीएफटी DFT का विश्लेषण करना है दूसरा स्टेप यह बताता है कि इनमें से प्रत्येक में कॉन्बिनेशन है अंतिम और तीसरा स्टेप है समानीकरण की पुष्टि करना सामान्य स्थिति में हम M के फैक्टर से अप सेंपलिंग प्राप्त करते हैं जो कि F0 का अनुगमन करती है तथा अन्य तीन को भी इसी प्रकार करते हैं यह S0 S1 SM−1 एम M फैक्टर द्वारा अप सैंपल यह FM−1 है लगभग सभी ट्रांस मल्टीप्लैक्सर में समेषन टॉप पर नहीं होता बल्कि यह बॉटम में होता है बॉटम और आप भ्रमित ना हो यह पूर्णता है एक ही बात है इसका किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि इसका एक कारण है कि जब सिग्नल प्राप्त होते हैं तो सिंथेसिस होती है और इनको टॉप में एकत्र के जाने की अपेक्षा बॉटम में लेना एक प्रकार का चलन है आपके चैनल में क्या फीड किया जाना है इस स्थिति में आपका चैनल क्या है यदि यह मोबाइल फेडिंग चैनल है तो आप सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे अतः यह आपका S n है जो कि संयुक्त सिग्नल है आप यदि इसे S टर्म में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो यह S F0 S0 F1 S1 FM 1 S M 1 अब यह सामान्य मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन the general transmultiplexing operationहै जहां आप फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में बदल सकते हैं वहां आप देख सकते हैं कि कॉपी कहां एकत्रित की गई हैं जहां समुचित फिल्टरिंग होती है हम बता चुके हैं कि आप इसे OFDM प्रकार की ट्रांसमीटर डीएफटी के बाद पैरेलल से सीरियल कन्वर्शन को बदल सकते है जो उसी प्रकार है जैसे अप सेंपलिंग के बाद आईडीएफटी ब्लॉक हो जहा फिल्टर्स को ट्रांसफर फंक्शन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो हम अभी बता चुके हैं ओ एफ डी एम OFDM के ट्रांसमीटर भाग वास्तव में फ्रिकवेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्स सिग्नल पैदा करने का काम करता है और यह सूचना हमारे लिए लाभदायक है कि यह फिल्टर वास्तव में किस प्रकार के दिखते हैं जो कि फिल्टर्स का शिफ्टेड वर्जन है और वह क्या चीज लागू होती है जिसके द्वारा सिंबल्स विशेष QAM सिंबल में आ जाता है इनमें से प्रत्येक और हम यह कहते हैं कि आप पावर एलोकेशन और एक चैनल विशेष को प्रयोग में ना लाना भी तय कर सकते हैं यदि कोई हस्तक्षेपinterference हो रहा है अतः अनेक रोचक चीजें आप OFDM के माध्यम से कर सकते हैं उन सब चीजों के विषय में आप कम्युनिकेशन्स पाठ्यक्रम में पहले ही देख चुके हैं यहां हम सिगनल प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे और विशेष रूप से OFDM की मल्टी रेट डीएसपी की व्याख्या करेंगे फ्रिकवेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्स सिग्नल के निर्माण को हमारी शब्दावली में ट्रांस मल्टीप्लैक्सर और एसडीएम कहते हैं जो कि वास्तव में ट्रांस मल्टीप्लैक्सर है ठीक है कोई प्रश्न क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जिनमें या तो हम स्पष्ट होते हैं अथवा प्रश्न पूछा जाता है और मैं सोचता हूं कि उपरोक्त कंसेप्ट के बारे में हम क्लियर है हम ओ एफ डी एम OFDM के अध्ययन पर वापस आएंगे इसकी संपूर्णता यह इंगित करती है कि जो कुछ हमने इस दिशा में विकसित किया है वह बहुत उपयोगी टूल है यहां तक की ओ एफ डी एम OFDM जैसी एप्लीकेशन का विश्लेषण कर सकते हैं कोई सवाल अतः अब हम फिल्टर बैंक की ओर चलते हैं हम यह ध्यान देना भूल गए कि ट्रांस मल्टीप्लैक्सर में ट्रांसपोजीशन होता है प्रारंभ में पहले हिस्से में जो कि सिंथेसिस हिस्सा है और दूसरे आधे में जो कि विश्लेषण का हिस्सा है वहां सिगनल्स विभाजित होते हैं और सिंथेसिस जहां सिग्नलcombined जोड़ते हैं तो यहां परंपरागत मल्टी रेट M चैनल फिल्टर बैंक को दिखाया गया जिसमें पहले विश्लेषण आता है चाहे किसी भी प्रोसेसिंग का उपयोग करें आपने यह किया तथा सिंथेसिस synthesis का अनुगमन किया लेकिन फिर फिर हमने देखा कि ट्रांस मल्टीप्लेक्स ऑपरेशन यह एनालिसिस और सिंथेसिस ब्लॉक का ट्रांस मल्टीप्लेक्स है अधिकांश समय हमने मल्टी रेट फिल्टर बैंक का कार्य किया हमने सिग्नल को स्प्लिट करने का प्रयत्न किया अतः यह भी लिंकड है आप में से वह जो इस भाषण से परिचित है उनकी जानकारी में एक तकनीक होगी जिसे सब बैंड कोडिंग कहते हैं जो आप कहते हैं कि आपने किसी सिग्नल को विभिन्न फ्रिकवेंसी बिन्स में विभाजित किया है यह बताने के लिए कि किस फ्रीक्वेंसी में अधिक सूचनाएं है आपने अधिक बिट्स उपयोग किया ताकि हम सूचनाओं को एनकोड कर सकें उदाहरण के लिए आपने हाई और लौ फ्रीक्वेंसी में विभाजन किया तो आप पाएंगे कि लो फ्रिकवेंसी में अधिक सूचनाएं प्राप्त की है अतः आपको लौ और हाई आवृत्ति बताने के लिए अधिक बिन्स का उपयोग करना होगा मूलतः संपूर्ण फिल्टर बैंक का सिद्धांत इसके विभिन्न एप्लीकेशन से विकसित हुआ है आपके पास एक तुलना का प्रारूप है सब बैंक कोडिंग व्यापक रूप से उपयोग किए गए हैं स्पीच में और में तथा इन एप्लीकेशन में भी अतः यह एक सच में आधारभूत ब्लॉक है जिसकी और हम देख रहे हैं और इस परिप्रेक्ष्य मैं आपको एक समग्र सिग्नल की प्राप्ति हुई जो मूलतः एक स्पीच सिग्नल है जिसे आप ने विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड different frequency bandsमें विभाजित कर दिया और एक सिरे पर आपने प्रोसेसिंग की जो हो सकता है ना हो पाए क्योंकि उदाहरण के लिए बीच में कोई ट्रांसमिशन हो रहा हो और दूसरे सिरे पर आप पूर्ण निर्माण करते हैं अतः एक बहुत जेंडर महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी फ्रेमवर्क है यह